तो आज हम स्टिक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं अब स्टिक्शन क्या है जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह किसी संरचना को आधार या संरचना के ऊपर चिपकाने के बारे में है अब देखते हैं एक कैंटिलीवर विरामावस्था में कैसा दिख सकता है मैंने यहां दो अलग अलग प्रकार के कैंटिलीवर खींचे हैं एक ऐसा है जैसे आप देख सकते हैं कि यह पूरा पॉलीसिलिकॉन मैटेरियल का है तो पॉलीसिलिकॉन स्वयं सिलिकॉन सब्सट्रेट से चिपका हुआ है और इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन में क्या अंतर है तो यह सब्सट्रेट सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन की तरह है ठीक है और इसमें एक विशेष क्रिस्टल व्यवस्था है जबकि इस सिलिकॉन को आप अमोर्फोस या पॉलीक्रिस्टलाइन की तरह मान सकते हैं तो यहाँ क्रिस्टल है यह एकल क्रिस्टल नहीं है या पूरी संरचना के लिए क्रिस्टल व्यवस्था समान नहीं है अब यहां पॉलीक्रिस्टल कैंटिलीवर स्वयं सिलिकॉन सब्सट्रेट से जुड़ा हुआ है अब दूसरे मामले में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन कैंटिलीवर है और उस कैंटिलीवर और सब्सट्रेट के बीच में जो है उसे सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन सब्सट्रेट भी कह सकते है बीच में वहां एक SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड है अब यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड वास्तव में एंकर के रूप में कार्य करता है तो यह दोनों सिलिकॉन उपरी सिलिकॉन और सब्सट्रेट से जुड़ा है और फिर यह कैंटिलीवर को यहां जुड़ा है या यहां सब्सट्रेट से चिपका दिया है और यह कैंटिलीवर यहां जुड़ा है और फिर कैंटिलीवर कंपन कर सकता है अब हम उन्हें कैसे बना सकते हैं इसकी चर्चा अगले मॉड्यूल में करेंगे जब हम निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन स्टिक्शन पर चर्चा करने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह कैसे बन रहा है और उसके लिए जैसा कि मैंने यहां रेखांकित किया है कि इस कैंटिलीवर को प्राप्त करने से पहले यह एक कदम है जहां हम कैंटिलीवर और सब्सट्रेट के बीच में सेक्रिफिसीयल परत डालते है तो वास्तव में इससे पहले कि हम यह सामान प्राप्त करें हमारे पास इस तरह की संरचनाएं हैं अंततः तो प्रक्रिया प्रवाह वास्तव में विपरीत दिशा में है मेरा मतलब है कि आपके पास पहले इस तरह की संरचना है जिसमें सेक्रिफिसीयल परत है और दोनों ही मामलों में हमारे पास एक समान सेक्रिफिसीयल परत है आइए हम SiO2 कहें लेकिन इस मामले में SiO2 पूरी तरह से नहीं हटाया गया है तो यहां एंकर पर कुछ SiO2 बचा है जबकि इस मामले में SiO2 पूरी तरह से हटाया गया है तो हमें इस तरह का पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन कैंटिलीवर मिलता है तोअब कैंटिलीवर को मुक्त करने के लिए कैंटिलीवर को मुक्त करने के लिए हमें इस परत को हटाने की जरूरत है तो यह उस निर्वात में तैरने जैसा होगा तो हम यह कैसे कर सकते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें HF विलयन का उपयोग करके उस परत को खोदने या हटाने की जरूरत है HF का मतलब है वास्तव में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विलयन तो एक फ्रीस्टैंडिंग संरचना में जो हमारा कैंटिलीवर है मैं फ्रीस्टैंडिंग संरचना लिख रहा हूं क्योंकि यह एक अलग तरह की ज्यामिति में झिल्ली भी हो सकती है तो इस मामले में यह HF विलयन का उपयोग कर यह एक कैंटिलीवर सेक्रिफिसीयल परत है तो HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है तो आप इसे HF विलयन या BHF या बफर HF कहते हैं जिसका उपयोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड को खोदने के लिए किया जाता है बफर HF का उपयोग SiO2 को खोदने के लिए किया जाता है इसलिए यदि हमारे पास एक नमूना है जिसमें SiO2 परत ऊपर और यदि हम इसे HF विलयन में डालते हैं तो यह SiO2 को पूर्ण रूप से घोल कर नमूने से हटा देता है फिर इचिंग के बाद हम सीधे HF विलयन से नमूना बाहर नहीं लेते हैं हम वास्तव में इसे धोते हैं तो फिर हमने इसे धोया हम इसे पानी से धोते हैं और यह एक सामान्य पानी नहीं है क्योंकि सामान्य पानी में धातु के कई तरह के आयन होते हैं इसलिए हम विआयनीकृत पानी या DI पानी का उपयोग करते हैं क्योंकि अगर हमारे पास है अगर हम सामान्य पानी का उपयोग करते हैं तो वे आयन धातु आयन आपके डिवाइस में जा सकते हैं और इससे डिवाइस को नुकसान हो सकता है क्योंकि इसमें स्थिर चार्ज होते हैं तो हम विआयनीकृत पानी या संक्षेप में DI पानी को उपयोग करते हैं फिर यह पानी वाष्पीकरण द्वारा सूख जाता है यह वाष्पीकरण द्वारा सुखाया जाता है अब हम पिछली संरचना पर वापस जाते हैं तो मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि आप इस नमूने को पहले BHF विलयन में डालते हैं और फिर BHF विलयन को DI पानी से बदल दिया और तब यह region क्षेत्र हटा दिया गया लेकिन यहां हर जगह पानी है क्योंकि यह नमूना इसमें पूरा डूबा है तो वैसे यह सभी क्रॉस सेक्शनल इमेजेज हैं तो अब आप देखते हैं कि पानी हर जगह होगा चारों ओर जैसे गैप में भी और कैंटिलीवर के चारों ओर एक नमूने के चारों ओर भी हर जगह पानी होगा अब जब हम वास्तव में वाष्पीकरण द्वारा सुखाना शुरू करते हैं तो वहां पानी की बूंद कैंटिलीवर और कैंटिलीवर और सब्सट्रेट के बीच में फंस जाएगी तो इस गैप के बीच में कुछ पानी फंस जाएगा ठीक है इससे पानी की बूंद बनेगी और केशिका दबाव या सतह तनाव के कारण यह cantilever को सिलिकॉन सब्सट्रेट की ओर खींचने की कोशिश करेगा तो यह पानी की बूंद सूखने के दौरान छोटी और छोटी हो जाती है जिससे यह कैंटिलीवर को सिलिकॉन सब्सट्रेट की ओर खींचने की कोशिश करेगी अब यदि कैंटिलीवर पर्याप्त रूप से कठोर नहीं है तो मेरा मतलब है यदि यह लंबा और पतला है तो यहां यह एक सब्सट्रेट से चिपक जाएगा तो इसे स्टिक्शन कहा जाता है तो सुखाने के दौरान गैप Gap रिक्त स्थान में फंसने के कारण छोटी बूंद द्वारा उत्पन्न केशिका दबाव कैंटिलीवर को सब्सट्रेट तक खींच लिया जाता है और यदि आसंजन बल आसंजन बल का अर्थ है जो वास्तव में उन्हें एक साथ खींच रहा है जब यह फंस गया है तो कैंटिलीवर सब्सट्रेट पर नीचे खींच लिया जाता है फिर कैंटिलीवर और सब्सट्रेट के बीच एक आसंजन बल होता है और अगर वह आसंजन बल पुनर्स्थापना बल से अधिक है क्योंकि कैंटिलीवर पूर्व की स्थिति में वापस आने की कोशिश करेगा इसलिए यदि आसंजन बल प्रत्यास्थ बल से अधिक है तो इसका अर्थ है यांत्रिक बल प्रत्यास्थ पुनर्स्थापना बल क्योंकि यह वह बल है जो कैंटिलीवर को सामान्य स्थिति में पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहा है जब पूरी तरह से सूखने के बाद भी संरचना अटकी है तो इसे स्टिक्शन अटकना कहते है अब हम दो अलग अलग मामलों को देखेंगे पहला मामला शॉर्ट कैंटिलीवर का है अब एक शॉर्ट कैंटिलीवर के मामले में क्या होता है जिसको हम एक स्टवी भी कह सकते हैं यह कैंटिलीवर और सिलिकॉन सब्सट्रेट के बीच की गैप Gap रिक्त स्थान के अंदर फंसा तरल है अब यह द्रव सूखने लगता है और यह टिप साइट से एंकर साइट की ओर सूखता है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह तरल धीरे धीरे एंकर की ओर बढ़ता है यदपि यह तरल कैंटिलीवर को नीचे खींच रहा है लेकिन चूंकि यह एक छोटा कैंटिलीवर है इसलिए पुनर्स्थापना बल भी केशिका बल के सतह तनव की तुलना में बहुत अधिक है इसलिए इस वजह से वह इसे नीचे खींच पाने में असमर्थ है इतना कि यह यहाँ फंस जाएगा बल्कि तरल सूखने लगता है और यह अंततः पूरी तरह से सूख जाएगा और वह भी बिना खींचे बिना किसी स्टेक्सन स्टिक्शन के तो अगर बीम कठोर है यदि बीम कैंटिलीवर की तुलना में कठोर है तो ज्यादा नहीं झुकेगा और कोई स्टिक्शन नहीं होगा अब हम इन दो मामलों को लेते हैं जहां हम एक लंबी बीम अधिक लंबी और पतली बीम ले रहे हैं और हमारे पास दो अलग अलग चौड़ाई हैं ठीक है हमारे पास दो अलग अलग चौड़ाई हैं तो हम देखेंगे कि इन दो बीम के लिए द्रव कैसे सुखता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे यह सूखने लगता है यह यहाँ गर्दन की तरह बनाता है तो टिप और एंकर के बीच में ज्यादातर एंकर की ओर यह इस तरह की गर्दन बनाता है तो इस गर्दन के कारण पानी की बूंद वास्तव में अलग हो जाती है तो एक पानी की बूंद टिप साइट की ओर और एक पानी की बूंद एंकर साइट की ओर बनती है अब एंकर साइट की छोटी बूंद सूख जाती है और यहां एंकर के पास कैंटिलीवर बहुत कठोर है तो यह कैंटिलीवर को नीचे नहीं खींच पाएगा लेकिन टिप साइट की ओर वाली पानी की बूंद यहां आवश्यक बल बहुत कम चाहिए यहां पर बल की तुलना में तो कैंटिलीवर में यह पानी की बूंद वास्तव में कैंटिलीवर को नीचे खींचने में सक्षम होगी और फिर यह उस ओर फंस सकती है जो सब्सट्रेट से चिपक सकती है और जैसा कि आप यहां इस बूंद को देख सकते हैं बूंद का क्षेत्रफल कितना होगा यह भी चौड़ाई पर निर्भर करता है क्योंकि यह अंततः चौड़ाई का वर्ग है तो W1 वर्ग या W2 वर्ग और इसलिए यह लगभग ऐसा होगा क्योंकि यह छोटी बूंद आमतौर पर गोलाकार आकार में बनने लगती है और फिर यह कैंटिलीवर के आकार को संतुलित रूप से लेने का प्रयास करेगी तो यह लगभग चौकोर आकार जैसा होगा और फिर यह कैंटिलीवर की चौड़ाई पर निर्भर करेगा कि संपर्क क्षेत्र कितना होगा उस संपर्क क्षेत्र के साथ वास्तव में आसंजन बल भी निर्भर है तो सुखाने के दौरान यह कैंटिलीवर के एंकर के पास होता है फंसी हुई पानी की बूंद दो हिस्सों में टूट जाती है टिप पर बूंद नीचे खींचती है और बीम मुडेगा और सब्सट्रेट से चिपक जाएंगा तो टिप के पास यह फंसी हुई पानी की बूंद वास्तव में कैंटिलीवर को नीचे खींचकर झुकाएगी और स्टिक्शन होगा तो यहाँ मैं एक अटके हुए बीम की SEM छवि दिखा रहा हूँ तो यहां आप देख सकते हैं कि एंकर साइट पर आप छाया देख सकते हैं जहां यह कैंटिलीवर और सब्सट्रेट के बीच एक गैप है लेकिन टिप साइट पर यह फंस गया है तो जैसे यह सब्सट्रेट से चिपका है तो इसलिए तुम कोई छाया नहीं देख सकते तो यह अटके हुए बीम की वास्तविक छवि में से एक है और यदि आप इसे क्रॉस सेक्शन के अनुसार देखेंगे तो यह कैसा दिखेगा तो मान लीजिए कि यह सब्सट्रेट है और फिर आपके पास यहां एंकर है यहां यह न केवल फंस जाएगा बल्कि टिप साइट पर यह नीचे आने की कोशिश करेगा

अब स्टिक्शन क्या है दरअसल नाम से ही इसका मतलब है कि स्थैतिक घर्षण तो घर्षण बल से हम सभी अवगत हैं और यह एक प्रकार का स्थैतिक घर्षण बल है अब एक स्टिक के लिए क्या कोई कारण सकता है तो जिसकी पहले ही चर्चा कर चुके हैं यज्ञ की परत खोदकर सुखाते समय फिर वाष्पीकरण सुखाने के दौरान जबकि हम पानी को वाष्पित कर रहे हैं तो वाष्पीकरण के दौरान ड्रॉयिंग स्टिक्शन की क्रिया द्वारा हो सकती है

एक अन्य कारण शायदस्टिक्शन के उपयोग में है तो उपयोग में हम कहते हैं कि अब आपके पास एक रिलीज कैंटिलीवर है अब यह कंपन कर रहा है ठीक है यह हमेशा ऐसा होता है जैसे आपका उपयोग ऐसा है कि यहा इसे कंपन करने की आवश्यकता है अब जब आप एक कैंटिलीवर को स्थिर रूप से कंपन करा रहे हैं मान लीजिए हम कहीं हैं कुछ उच्च वोल्टेज लगाते हैं और इसके कारण यह क्रिटिकल गैप से अधिक खींच लिया जाता है जो नहीं होना चाहिए ठीक है इसलिए यदि यह इससे अधिक है और यदि यह एक बार सब्सट्रेट को छूता है तो उस स्थिति में यदि आसंजन बल पुनर्स्थापना बल से अधिक है जैसे हम कहते हैं कि यदि पुलिंग वोल्टेज से कुछ कम वोल्टेज को लगाया जाता है फिर एक बार यह सब्सट्रेट से संपर्क करता है और यदि आसंजन बल पुनर्स्थापना बल से अधिक है तो यह वहा अटक सकता है तो यह कुछ उच्च वोल्टेज के कारण भी हो सकता है या हम कह सकते हैं कि इसे अचानक किसी तरह का झटका लगता है और फिर यह सब्सट्रेट से चिपक जाता है तो यह भी संभव है तो यह यांत्रिक झटके और एप्लाइड वोल्टेज के कारण हो सकता है यदि लगाई गयी वोल्टेज पुलिंग वोल्टेज से अधिक होता है यदि आप वोल्टेज लागू करते हैं तो भी यह हो सकता है और इस संदर्भ में हमें यह समझने की जरूरत है कि सूक्ष्म निर्माण में स्टिक्शन विफलता का एक मुख्य कारक है यह सूक्ष्म निर्माण में विफलता एक प्रमुख कारक है अब सवाल यह है कि हम कैसे स्टिक्शन कि समस्या से बच सकते हैं या उस पर काबू पा सकते हैं तो यह ज्यादातर रिलीज के दौरान होता है इसलिए उपयोग करते समय हमें सावधान रहना होगा कि हमें कोई यांत्रिक झटका नहीं देना चाहिए या आपको अधिक वोल्टेज नहीं लगाना चाहिए जिसका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है लेकिन रिलीज के दौरान हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं क्योंकि यह एक अपरिहार्य स्थिति है सही जब हम इस तरह के उपकरण बना रहे होते हैं तो हमें सैक्रिफिशियल परत की इचिंग करने और फिर नमूने को पानी से धोने और फिर पानी को सुखाने की ज़रूरत होती है तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत है लेकिन इसके लिए हम किस तरह की रणनीति अपना सकते हैं जिससे कि स्टिक्शन न हो तो एक 1 बिंदु है कि कम सरफेस टेंशन वाली सामग्री का उपयोग किया जाए कम सरफेस टेंशन तरल जैसे मेथेनॉल इसलिए यदि आप पानी के अलावा यदि हम अंतिम अवस्था में इसे धोने के लिए मेथनॉल का उपयोग करते हैं तो स्टिक्शन की संभावना कम होगी क्योंकि अंततः पानी की बूंद ही वह है जो कैंटिलीवर को नीचे खींच रही है लेकिन यदि यह पानी के स्थान पर मेथनॉल की बूंद है तो खींचने वाला बल कम होगा क्योंकि मेथनॉल का सतह तनाव पानी से कम होता है तो यह कम बल के साथ खींचेगा एक अन्य विकल्प संकीर्ण गड्ढा या एंटी स्टिशन टिप्स बनाना है तो वह क्या है हम कहते हैं कि यह ऐसा है जैसा कि मैं चित्रित कर रहा था कि यह एक सब्सट्रेट है और उसके ऊपर कैंटिलीवर है और फिर यहां टिप के पास या तो आप संकीर्ण गड्ढा या एंटी स्टिशन टिप्स बना सकते हैं तो अगर यह खींच लिया जाता है तो भी संपर्क क्षेत्र बहुत कम होगा क्योंकि यह एंटी स्टिक्शन टिप्स की तरह है तो एक बहुत तेज टिप की तरह संपर्क कम होगा और आसंजन बल कभी भी रीस्टोरिंग बल से अधिक नहीं होगा तो यह स्थायी रूप से सब्सट्रेट से नहीं चिपकेगा अन्य दो तकनीकें सुपर क्रिटिकल ड्रायिंगसुखाना हैं तो उर्ध्वपातन सब्लीमेशन sublimation और सुपरक्रिटिकल सुखाने की दो अलग अलग तकनीकें हैं जहां हम वास्तव में तरल गैस इंटरफ़ेस नहीं बनाते हैं क्योंकि उर्ध्वपातन में वास्तव में ठोस पदार्थ स्वयं सीधे वाष्पित हो जाता है तरल अवस्था से गुजरे बिना यह सीधे ही वाष्पित हो जाता है और सुपर क्रिटिकल ड्रायिंग भी एक ऐसी ही तकनीक है जहां हमारे पास इस प्रकार का तरल होता है कि यह वाष्प अवस्था में जाए बिना ही सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है इसलिए हम बाद में ऊर्ध्वपातन और सुपर क्रिटिकल ड्रायिंग तकनीक के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे आइए हम विभिन्न प्रकार की सुखाने की तकनीकों के बारे में बात करते हैं तो यह आपका अवस्था आरेख है आप में से बहुत से लोग इसके बारे में पहले से ही जानते हैं तो यह दबाव और तापमान है और विभिन्न दबाव और तापमान के आधार पर मैटेरियल का अवस्था क्या होगा जैसे यह ठोस अवस्था में होगा तरल अवस्था या वाष्प अवस्था होगा सही तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ा रहे थे यह ठोस स्थान से तरल से वाष्प में जा रहा है और यह सामान्य है और आप इन घटनाओं से पूर्व परिचित हैं thik hai जब आप बर्फ को गर्म करते हैं तो यह पानी बन जाता है और फिर आप पानी को गर्म करते हैं तो यह वाष्प बन जाता है अब सामान्य सुखाने की या वाष्पीकरण सुखाने की तकनीक ठोस से तरल में तरल से वाष्प में बदल जाती है तो आपके पास ठोस है फिर यह तरल में बदल जाता है और फिर यह वाष्प में बदल जाता है यह वाष्पीकरण है और इस मामले में सामान्य तकनीक में पानी तरल अवस्था में है तो यह तरल अवस्था में है और फिर यह वाष्प में जाता है यह गर्म करके या सामान्य वाष्पीकरण द्वारा वाष्प अवस्था में जाता है जैसा कि मैं उर्ध्वपातन पर चर्चा कर रहा था उर्ध्वपातज ऐसी सामग्रियां होती हैं जो ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था तक सीधे जा सकती हैं तो ये अवस्था वाष्प अवस्था हैं तो उर्ध्वपातन में ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होता है तरल अवस्था में जाए बिना तो तरल वायु अंतरफलक पर कोई तरल या तरल छोटी बूंद या कोई सतह तनाव नहीं बनता है इसलिए वहां स्टिक्शन नहीं होगा तो यह कुछ दबाव और तापमान है जिसके ऊपर पदार्थ या तरल पदार्थ को गैस माना जा सकता है तो इस बिंदु से ऊपर जो किसी विशेष दबाव और तापमान पर है जिसे क्रांतिक बिंदु कहा जाता है द्रव को गैस कहा जाएगा और गैस और वाष्प में क्या अंतर है तो तो यहां यह एक गुण है कि यदि हम उच्च और उच्च दबाव लागू करते हैं तो वाष्प को फिर से तरल में परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन गैस नहीं हो सकती तो गैस और द्रव वाष्प दो अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं हैं अब सुपर क्रिटिकल ड्रायिंग नामक कुछ तकनीक है जहां तरल अवस्था से सीधे उच्च तापमान और दबाव में जाकर यह गैस अवस्था में जा सकता है जो क्रांतिक बिंदु से ऊपर तो हम दबाव बढ़ाते हैं हम तापमान बढ़ाते हैं हम दबाव बढ़ाते हैं फिर हम तापमान बढ़ाते हैं और फिर हम वाष्प अवस्था में वापस आने के लिए दबाव कम करते हैं तो ताकि तरल वाष्प इंटरफ़ेस से बचा जा सके तो इसे सुपर क्रिटिकल ड्रायिंग कहा जाता है अब उर्ध्वपातन के लिए हम तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल tertiary butyl alcohol का उपयोग कर सकते हैं इसे टी ब्यूटाइल अल्कोहल कहा जाता है और CO2 के साथ सुपर क्रिटिकल ड्रायिंग हो सकता है तो उर्ध्वपातन से सुखाने के बाद हम कैसे करते हैं कि हम DI पानी हम DI पानी को मेथनॉल से बदल देते हैं क्योंकि इसमें सतह का तनाव कम होता है फिर हम मेथनॉल को इस तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल टी ब्यूटाइल अल्कोहल से बदलते हैं और यह 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तरल अवस्था में है तो इसका मतलब है कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड और हम इसमें तरल तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल डालते हैं तो यह तरल है और फिर हम इसे रेफ्रिजरेट करते हैं इसलिए हम इसे जमने के लिए फ्रीजर में रख देते हैं तो हम इसे फ्रीजर के अंदर ठोस बनाते हैं और फिर यह सब्लिमिट हो जाएगा तो इस क्रम में गैप में एक ठोस तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल या टी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है इसलिए जैसा कि मैं कह रहा था कि यह सब्सट्रेट है और फिर इसके ऊपर हमारे पास कैंटिलीवर है और गैप के बीच यह वह क्षेत्र है जहां पानी एक बूंद बना रहा था अब यह टी ब्यूटाइल अल्कोहल ठोस टी ब्यूटाइल अल्कोहल है और यह अपने आप ठोस अवस्था से ही वाष्प अवस्था में वाष्पित हो जाता है तो यहां कोई तरल छोटी बूंद नहीं बन रही है अतः यहां कोई स्टिक्शन नहीं है और एक अन्य विकल्प या अन्य मैटेरियल जिसका आप उपयोग कर सकते हैं वह टी डाइक्लोरोबेंजीन है यह भी उर्ध्वपातज हो सकता है और इसके लिए हमें 56 डिग्री सेंटीग्रेड का उपयोग करने की आवश्यकता है यह 56 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पिघलता है यह Tm पिघलने का तापमान है अब CO2 जैसे सुपर क्रिटिकल सुखाने के लिए हम तरल CO2 का उपयोग करेंगे तो आइए फिर से दबाव तापमान आरेख बनाएं तो यह दबाव है और यह तापमान है और फिर हमारे पास यह ग्राफ है तो हम कहते हैं कि यह क्रांतिक बिंदु है ठीक है यह ठोस है यह तरल है यह वाष्प है और क्रांतिक भाग के ऊपर यह गैस है तो और CO2 के लिए यह क्रांतिक बिंदु कहीं 1073 psi पर है यह 311 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम क्या करते हैं कि पहले हम सामान्य तापमान और दबाव में CO2 लेते हैं और फिर इसे बनाने के लिए उच्च दबाव लागू करते हैं तो इस तरल पर उच्च दबाव होगा और फिर हम क्रांतिक बिंदु से ऊपर जाने के लिए उच्च तापमान लगाते हैं और फिर यह वाष्प अवस्था में वापस आ जाता है DI पानी के बाद तो नमूना DI पानी में था जिसे हम शुरू में मेथनॉल द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो वह निम्न सतह तनाव तरल है और फिर इसे तरल CO2 तरल CO2 द्वारा 1200 psi और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिस्थापित किया जाता है तो यह 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1200 psi दबाव पर है ठीक है तो यह बिंदु 1200 psiपर है तो ये 1073 हैं जो कि क्रांतिक दबाव और तापमान है और हम उस दबाव से ऊपर जाते हैं यह 1200 है और यह तापमान लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और फिर हम इसे गैस बनाने के लिए तापमान को 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देते हैं और यह वास्तव में बिना तरल बूंदों में बदले गैस अवस्था में बदल जाता है इसलिए जैसा कि हमने अब देखा है कि हमने यहां तरल CO2 का उपयोग किया है क्योंकि इसमें क्रांतिक दबाव है और तापमान हमारे पहुंच योग्य डोमेन में है जैसे कि यह लगभग 31 डिग्री सेंटीग्रेड और 1200 psi है इसलिए हम CO2 का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि यह क्रांतिक तापमान और दबाव है जिसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जैसे क्रांतिक तापमान लगभग 31 डिग्री सेंटीग्रेड है जिससे आप निश्चित रूप से इससे ऊपर जा सकते हैं और 1200 psi का मतलब 73 ATM दबाव से ऊपर भी हम प्राप्त कर सकते हैं तो यहां तरल CO2 का उपयोग किया है लेकिन अन्य पदार्थ भी है जिनका उपयोग किया जा सकता है जिनकी अब हम चर्चा करेंगे तो अगर मैं इसे Tc कहता हूं और यह Pcहै तो यह क्रांतिक तापमान और क्रांतिक दबाव है और हम कहते हैं हम अलग अलग मैटेरियल लेते हैं जैसे मान लीजिए अलग अलग गैस हाइड्रोजन शून्य से 234 5 है और यह डिग्री सेंटीग्रेड में है तो यह PSI 294 में है फिर O2 माइनस 118 और 735 है N2 माइनस 146 और 485 है CO2 प्लस 311 और 1072 है और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी है जो प्लस 1411 और 528 और पानी भी जो प्लस 374 और 322 है इसलिए यदि आप यहां देखते हैं कि CO2 सबसे आसानी से प्राप्त की जा सकती है क्योंकि इसका तापमान लगभग हमारे कमरे के तापमान के पहुंच में है जबकि अन्य सभी मामलों के लिए यह या तो बहुत अधिक या बहुत कम है जिसे प्राप्त करना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि शुरू में आपको क्रांतिक बिंदु के नीचे से शुरू करना होगा क्योंकि हमें तरल CO2 की आवश्यकता है जैसे हमें यहां चाहिए हमें यहां तरल N2 की आवश्यकता है N2 का भी उपयोग किया जा सकता है और इसका बहुत बार अलग अलग उद्देश्य के लिए भी उपयोग किया जाता है लेकिन यहाँ तरल CO2 अधिक पसंद किया जाता है